कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रंखला में आपका स्वागत है तो हम इस श्रंखला के सातवें हफ्ते में हैं और अब तक हम न्यूरॉन्स यानि तंत्रिका कोशिका की केस स्टडी कर रहे हैं अभी तक हमने बात की कि विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स को कैसे अलग अलग किया जा सकता है और हमने डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंटरीफुगेशन यानि घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की जो की किसी भी प्रयोगशाला में इस्तेमाल की जा सकती है इस तकनीक में घनत्व प्रवणता बनाने के लिए सुक्रोज़ नीकोडेन्ज़ या ऑप्टिक प्रेप का प्रयोग किया जा सकता है इस तकनीक को पैंक्रियास यानि अग्नयाशय कोशिका लिवर यानि यकृत कोशिका या अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु इसके पहले एकल कोशिका निलंबन यानि सिंगल सेल सस्पेंशन तैयार कर लेना आवश्यक है तो अब आपको एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जिससे कि एकल कोशिकाओं को ऊतक या टिश्यू से अलग अलग किया जा सके और ऐसा करने के लिए आप एंजाइमेटिक या मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा करने से ऊतक की संरचना ख़त्म हो जाएगी और सिंगल सेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा तो ये आपके सातवें हफ्ते का पहला लेक्चर है मान लीजिये कि आपके पास ऊतक का ये टुकड़ा है और ये अलग अलग कोशिकाएं हैं जो कि कुछ त्रिआयामी ऊतक की तरह है मान लीजिये कि अब मुझे इन्हें प्रयोग करना है और मेरे पास कुछ कोशिकाएँ हैं जो कि नारंगी रंग की हैं कुछ कोशिकाएँ हरी हैं ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएँ हैं जिनकी कार्यक्षमताएं अलग अलग हैं आप कुछ इस तरह से इन सभी कोशिकाओं को अलग करना चाहते हैं तो अभी तक हमने दो तकनीकों के बारे में बात की है एक डेंसिटी ग्रेडिएंट और दूसरा इम्यूनो पैनिंग जिसमें इम्यून मार्कर यानि प्रतिरक्षा मार्कर का उपयोग किया जाता है इन दोनों ही तकनीकों में ज़रूरी है कि ऊतक से सिंगल सेल सस्पेंशन तैयार कर लिया जाये और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सस्पेंशन तैयार करें तो वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए या कुछ इस तरह का जब आपको इस तरह का मिश्रण मिलता है तो अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है जिसकी वजह से आप घनत्व प्रवणता का इस्तेमाल कर सकते हैं परन्तु इसके लिए इनका घनत्व अलग अलग होना आवश्यक है उदाहरण के तौर पर मान लीजिये कि इनका घनत्व अलग नहीं है लेकिन इनमे अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षा मार्कर हैं जो कि कुछ इस तरह के हैं जिनके बारे में आप जानते हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं आप अब इम्यूनो पैनिंग का या फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको ऍफ़ ए सी एस कहते हैं ऍफ़ का मतलब फ्लोरोसेंट ए का मतलब असिस्टेड सी यानि कि सेल और एस यानि कि सॉर्टिंग ये एक और आधुनिक तकनीक है आइये जानते हैं कि वास्तव में ऍफ़ ए सी एस है क्या अभी तक हमने दो तकनीकों के बारे में बात की थी अब हम तीसरी तकनीक के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इसके पहले कि हम इसके तथ्यों पर बात करें आइये इसके मौलिक तर्क को समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिये कि आप मैच देखने के लिए स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौज़ूद हैं उदाहरण के तौर पर हम उस वीआईपी गैलरी को विभाजित कर देते हैं और ये हमारी वीआईपी गैलरी हो गयी फिर हम कहते हैं कि यह केवल विशेष रूप से कुछ बड़े परिवारों के लिए आरक्षित है और फिर हम कुछ खिलाड़ियों के लिए एक हिस्सा आरक्षित कर देते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि ये सामान्य लोगों के लिए है तो अब हमारे पास पांच अलग अलग श्रेणियां हैं मान लीजिये कि अंदर जाने के लिए एक ही गेट है और हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और ये वो जगह हैं जहाँ हम सबको जाना है और यहाँ अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं और ये सभी लोग मैच देखने आ रहे हैं अब इस उदाहरण को देखते हैं यहाँ इस जगह पर एक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं ये सेंसर बताएगा कि ये हल्का नीला है और इनको इस तरफ जाने के लिए कहा जायेगा इसी तरह अब ये लाल हैं और इनको लाल के लिए आरक्षित की गयी जगह की तरफ भेजा जायेगा ये हरे हैं और ये यहाँ जायेंगे मान लीजिये ये गुलाबी हैं तो ये यहाँ होने चाहियें और ये पीले वाले यहाँ बैठने चाहियें उसी तरह ये नारंगी वाले यहाँ बैठने चाहियें तो अब इस उदाहरण को देखते हैं जहाँ कोशिका की सतह पर विशिष्ट मार्कर हैं अब आप ये मान लीजिये कि ये अलग अलग कोशिका ना होकर के अलग अलग व्यक्ति हैं जो अलग अलग रंग के टैग के टिकट पकडे हुए हैं देखिये मेरे पास ये रंग है तो मेरे लिए ये जगह आरक्षित की गयी है हलके नीले के लिए ये जगह रखी गयी है उसी तरह गुलाबी के लिए ये वाली जगह आरक्षित है पीले के लिए ये जगह है और लाल के लिए ये जगह आरक्षित की गयी है तो ये वो जगह हैं जिनको आरक्षित किया गया है लेकिन जगह यहाँ कोई समस्या नहीं है बल्कि यहाँ जो मुख्य बिंदु है वो इनको अलग अलग करना है यदि विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हमारे पास हैं तो यहाँ पर हमारा पहला काम इनको अलग अलग करना है इससे मुझे ये मिलता है ये मिलता है ये मिलता है ये मिलता है और ये मिलता है तो मेरे पास अब पांच तरह की कोशिकाएं हैं जिनको हम ए बी सी डी ई नाम दे रहे हैं हमारे पास एक तरीका डेंसिटी ग्रेडिएंट है जिसको इस्तेमाल करके हम इनको अलग कर सकते हैं जो कि वास्तव में संभव है लेकिन अगर ये एक ही आकार के हैं तो ये तकनीक यहाँ काम नहीं आएगी एक और पार्टिकल हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम ऍफ़ नाम दे देते हैं आप डी और ऍफ़ के घनत्व में कोई अंतर नहीं देख पाएंगे और न ही ए और बी के घनत्व में कोई बड़ा अंतर दिखाई देगा ऐसी परिस्थिति में अब हमारे पास क्या विकल्प है ये दो तरह की कोशिकाएं इस कोशिका से अलग तरह से व्यवहार करेगी अब फिर इन्हे कैसे अलग किया जाए एक विकल्प जो हमारे पास है वो ये है कि इनको लेबल कर दिया जाए जिस तरह से मैच देखने के लिए जाने वाले लोगों के पास अलग अलग रंग के टैग वाले टिकट हैं आपके पास नारंगी रंग है हरा है नीला है और लाल रंग है इन कोड के आधार पर स्टेडियम में खड़े संतरी आपको ये बताएँगे कि आपके लिए बैठने के लिए निर्धारित जगह यहाँ पर है उसकी वहां है या इसकी यहाँ है अब सूक्ष्म स्तर पर हम इन संतरियों को विशिष्ट प्रोब से बदल देंगे और यहाँ हम जिन प्रोब्स की यहाँ बात कर रहे हैं उनको फ्लोरेसेंट प्रोब्स कहते हैं ये प्रोब एक कोशिका को दूसरी से फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति के आधार पर अलग करते हैं फ्लोरेसेंस कोशिका की अपनी अंतर्निहित विशेषता भी हो सकती है या उन्हें फ्लोरोसेंट बनाया भी जा सकता है अब हम वापस पिछले उदाहरण पर जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ हमारे पास कोशिकाओं का मिश्रण है ये जो ऊतक है यानि टिश्यू है ये अग्नाशयी ऊतक हो सकता है या यकृत ऊतक हो सकता है या फिर ये रीढ़ की हड्डी भी हो सकती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर न्यूरॉन्स का उदाहरण लिया गया है क्यूंकि इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया है लेकिन यहाँ हमने कोशिका संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया है यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कौन कौन सी तकनीक उपलब्ध है इसलिए इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य ये जानना है कि हमारे पास समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी तकनीक उपलब्ध हैं वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने रंग हैं मान लीजिये हमारे पास नीला रंग है लाल हरा नारंगी और पीला रंग है ये रंग यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक है और इनका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है मान लीजिये कि आपके पास पांच अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं और अद्वितीय प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं जिनको कोशिकाओं की सतह पर बांधा जा सकता है उदाहरण के लिए हम अलग अलग एंटीबाडीज को लेबल कर देते हैं जैसे एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी आर एंटीबॉडी जी ये सिर्फ संकेतात्मक है ये संकेत एंटीबॉडी जी प्राइम और वाई प्राइम के है अब हम वाई प्राइम को ले आते हैं हम जानते हैं कि पीली कोशिकाएं पीले के साथ ही जाएंगी अब ये कोशिकाएं हैं जिन पर वाई प्राइम का टैग होगा अब हम क्या करेंगे अगर ये प्राथमिक एंटीबॉडी है तो इसके लिए हमारे पास एक फ्लोरोसेंट टैग होना चाहिए जो इन कोशिकाओं को अलग कर सके उदाहरण के लिए हम इन पांच तरह की कोशिकाओं से हरे और पीले रंग की कोशिकाओं को अलग करना चाहते हैं इसके लिए हम जी प्राइम ले आते हैं अब हमारे पास दो कोशिकाएं हैं जिनको पीले और हरे प्रोब के साथ लेबल कर दिया गया है हमारे पास एक सेंसर भी है और अब हम इन कोशिकाओं को प्रवाह होने देते हैं हमारे पास एक बहुत ही संकीर्ण ट्यूब भी है जिससे होते हुए एक समय में केवल एक कोशिका ही प्रवाहित हो सकती है अब हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो इस तरफ से आ रही हैं इस चित्र में वास्तव में एक छोटी सी गलती है जिसको अब ठीक कर देते हैं और अब हमारे पास इस तरह की कोशिकाएं हैं ये किसी भी रंग की हो सकती हैं चाहे पीली हों लाल हों या हरी हों यहाँ हमारे पास प्रोब है जो पीली और हरी फ्लोरेसेंट लेबल्स में अंतर कर सकती है ये हमारे पास दो चैनल हैं ये एक चैनल है जिसको हम पीला चैनल कह रहे हैं और ये दूसरा चैनल है जिसको हम हरा चैनल कह रहे हैं और इनको हमे अलग करना है और ये गैर विशिष्ट हैं आइये देखते हैं कि जब कोशिका यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा यहाँ उदाहरण के लिए हम हरी कोशिका ले रहे हैं जैसे ही सेंसर इसको पहचानेगा ये एक आदेशात्मक संकेत भेजेगा और इसको निकाल देगा और ये तीसरा गेट है जो तुरंत खुल जाएगा अगले चरण में आप देखेंगे कि ये बंद रहेगा लेकिन ये हरा गेट अब खुला हुआ है और ये कोशिका चल नहीं पा रही है ये आपके पास इकट्ठा करने के लिए बर्तन है जिसमे आप हरी कोशिकाएं इकट्ठा कर रहे हैं इसी तरह से पीली कोशिका के आने पर होगा तो वास्तविक जीवन में क्या होगा अब जब पीली कोशिका इस गेट पर आएगी तो ये गेट बंद रहेगा और ये वाला खुलेगा और पीली कोशिका इस तरफ जाएँगी और इन पीली कोशिकाओं को इस बाल्टी में इकठा कर सकते हैं अब हम धीरे धीरे पांच कोशिकाओं से दो कोशिकाओं पर आ रहे हैं और देखिये ये किस तरह है जो कि फ्लोरोसेंट सॉर्टेड हैं और ये आपके फ्लोरोसेंट सॉर्टर की क्षमता पर निर्भर करेगा ठीक उसी तरह जैसे स्टेडियम में जाने वाले लोगों को संतरी अलग अलग निर्धारित जगहों पर भेज रहे थे ये फ्लोरोसेंट सेल सॉर्टर या फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टर आधुनिक कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला में संभावित साधनों में से एक हैं और जब इस तरह की जटिल स्थिति हो जहाँ विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को अलग अलग करना हो तब यह बहुत काम आता है हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आपके पास अद्वितीय मार्कर होने चाहियें और ये बहुत ही आवश्यक है क्यूंकि इनके बिना कोशिकाओं को अलग अलग करना कभी इतना आसान नहीं होता तो अब हमारे पास तीन तरह की तकनीक हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम कोशिकाओं को अलग अलग कर सकते हैं और ये तीन तकनीक हैं डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंटरीफुगेशन इम्यूनो पैनिंग और फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टर अब इसके आलोक में अगर हम पीछे जाते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने देखा कि अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं ऑलिगोस माइक्रोग्लिया एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और इनको न केवल डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंटरीफुगेशन बल्कि इम्यूनो पैनिंग के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है एफ ए सी एस के सन्दर्भ में आप इम्यूनो पैनिंग के बारे में जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये विशिष्ट कोशिकाएं किस समय पर अद्वितीय मार्करों को अपनी सतह पर व्यक्त करती हैं इस प्रकार की फ्लोरोसेंट सेल सॉर्टिंग वास्तव में बहुत ही दुर्जेय तकनीक हो सकती है जिसके द्वारा आप कोशिकाओं को अलग अलग कर सकते हैं इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिससे कि कोशिका संवर्धन के वास्तविक जीवन मॉडल को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी धन्यवाद